बायोरिएक्टअर्स पर एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के व्याख्यान संख्या 5 में स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि बायोरिएक्टर से उत्पाद स्वयं कोशिका हो सकते हैं या उत्पाद जो कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं क्रियाधार सांद्रता के साथ विशिष्ट वृद्धि दर में भिन्नता के लिए विभिन्न मॉडल्स को देखा उत्पाद सांद्रता और वृद्धि गतिकी के लिए मॉडल भी देखा उत्पाद निर्माण गतिकी के लिए लुड्किंग पाइरेट मॉडल पर चर्चा की थी कुछ अवधारणा जैसे कि उपज गुणांक रखरखाव और अन्य संबंधित विषय के साथ समाप्त किया था संदर्भ स्लाइड टाइम 0109 बायोरिएक्टर में एंजाइम द्वारा कोशिका उत्पाद निर्माण करते है या कोशिका स्वयं उत्पाद होते हैं कोशिका द्वारा निर्मित उत्पाद एंजाइम मध्यस्थ अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं एंजाइम वास्तव में प्रोटीन है जो बायोरिएक्टर में सूक्ष्मजीव के द्वारा स्त्रावित होते हैं उद्योगों में एंजाइम्स बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं एंजाइम उत्पाद A से निर्माण B में रूपांतरण होता हैं बायोरिएक्टर में एंजाइम के माध्यम से जैव परिवर्तन की क्रिया होती है एंजाइम सूक्ष्मजीव से उत्पादित होते हैं और उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं डिटर्जेंट उद्योग में में प्रोटीयेज और एमाइलेज एंजाइम्स का उपयोग डिटर्जेंट की सफाई क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है बेकिंग उद्योग में एमाइलेज का उपयोग किया जाता है पेय उद्योग में एमाइलेज ग्लूकेनेस और प्रोटीयेज का उपयोग किया जाता है दुग्ध उद्योग में रेनिन लिपेस और लैक्टेस का प्रयोग होता है स्टार्च इंडस्ट्री में एमाइलेज ग्लूकोज आइसोमेरेज़ का उपयोग में लाया जाता हैं किण्विकारण के लिए स्टार्च को एमाइलेज के द्वारा ग्लूकोज में तोड़ा जाता है कपड़ा उद्योग में एमाइलेज चमड़ा उद्योग में ट्रिप्सिन प्रोटीयेज और एंजाइम्स के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है दवा उद्तोग में ट्रिप्सिन का प्रयोग होता है संदर्भ स्लाइड टाइम 0346 एंजाइमों को बायोरिएक्टर में अभिकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो विभिन्न उत्पाद निर्माण हैं और इन्हें एंजाइम बायोरिएक्टर कहा जाता है पेनिसिलिन एसिलेज का उपयोग पेनिसिलिन जी से 6 अमीनो पेनिसिलेनिक अम्ल या 6 ए पी ए निर्माण किया जाता है ग्लूकोज आइसोमेरेस का उपयोग मीठे इन्वर्ट शर्करा के उत्पादन के लिए किया जाता है खाद्य और पेय में भी ग्लूकोज आइसोमेरेस किया जाता है औद्योगिक स्तर पर एंजाइम के प्रयोग हेतु एंजाइम अभिक्रिया गतिकी की अच्छी समझ आवश्यक है पूर्व में गतिकी को वृद्धि दर और उत्पाद निर्माण दर के रूप में देख चुकें है एंजाइम बायोरिएक्टर के रूपरेखा निर्माण और संचालन के लिए एंजाइम गतिकी या एंजाइम अभिक्रिया दर की जानकारी आवश्यक हैं संदर्भ स्लाइड टाइम 0503 इस व्याख्यान में मुख्य रूप से एंजाइम गतिकी को यथासंभव सरल रूप में देखते है एंजाइम उत्पाद निर्माण के लिए किस प्रकार अभिक्रिया करता है एंजाइम की उपस्थिति में उत्पाद कैसे निर्मित होता है एंजाइम की अभिक्रिया की मध्यस्थता कैसे करता है यह प्रक्रिया में कैसे शामिल होता है एंजाइम युक्त अभिक्रिया के लिए विस्तृत रूप से मान्य सबसे सरल क्रियाविधि निम्नानुसार है E एंजाइम S क्रियाधार को P उत्पाद में परिवर्तित करता है क्रियाविधि के संदर्भ में एंजाइम क्रिया धार के साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है अग्र अभिक्रिया की दर 𝑘1 है और प्रतिलोम अभिक्रिया की दर 𝑘2 है यह एंजाइम क्रियाधार युग्म बनाने के लिए वास्तव में उत्क्रमणीय अभिक्रिया है एक तीव्र अभिक्रिया है यह एक साम्यावस्था है 𝑘1 उच्च साम्यावस्था अभिक्रिया है जिससे एंजाइम क्रियाधार युग्म स्थिरांक दर 𝑘1 के माध्यम से एंजाइम और उत्पाद में परिवर्तित होता है एंजाइम अभिक्रिया एक नियंत्रित पात्र के अंदर संपन्न होता है जिसमे बैच रिएक्टर को एक तंत्र के रूप में होता हैं उत्पाद पर द्रव्यमान संतुलन लिखेंगे जो उत्पाद की उत्पादन की दर की समीक्षा करेगा है चूंकि यह एक बैच प्रक्रिया है इसलिए उपभोग की दर को हटाया जा सकता है क्योंकि इस स्थिति में आगम और निर्गम शून्य हैं अतः आगम और निर्गम दर भी शून्य हैं द्रव्यमान के संदर्भ में उत्पादन की दर उत्पाद के उपभोग की दर और उत्पाद के संचय की दर के मध्य समीकरणीय संबंध निम्नानुसार है rgP rcPddt यदि यह मान लिया जाए कि उत्पाद की कोई खपत नहीं है तब उत्पाद की उत्पादन दर उत्पाद की संचय दर के बराबर होती है rgPddt रासायनिक गतिकी के अंतर्गत पर आयतनिक दर की इकाई प्रति इकाई आयतन हैं इकाई आयतन के आधार पर दर लिख सकते हैं दर द्रव्यमान पर आधारित होता है जैसे द्रव्यमान प्रति आयतन प्रति समय यह गणना दसवीं और बारहवीं विद्यालयीन स्तर की है प्रति इकाई आयतन के आधार पर दर एंजाइम क्रियाधार युग्म की सांद्रता में 𝑘3 है और यह क्रिया प्रथम क्रम में होती है rgPk3 ES संदर्भ स्लाइड टाइम 0832 वांछित मान को प्राप्त करने के लिए दोनों ओर बैच तंत्र के आयतन से गुणा करते है क्योंकि यह द्रव्यमान के आधार पर आयतानिक मान है यदि समीकरण के दोनों ओर आयतन से गुणा करते हैं तब द्रव्यमान के आधार पर दर प्राप्त होती है द्रव्यमान के आधार पर उत्पाद निर्माण की दर 𝑟𝑃 हैं 𝑘3 गुणा एंजाइम क्रियाधार युग्म ES की सांद्रता गुणा आयतन के बराबर होता है rgPrPk3 ES V संदर्भ स्लाइड टाइम 0909 क्रिया पात्र में संचालित एंजाइम अभिक्रिया पर द्रव्यमान संतुलन स्लाइड समय 0909 में दर्शित हैं पूर्व में हमने उत्पाद के लिए द्रव्यमान संतुलन प्रस्तुत किया था एंजाइम या तो स्वतंत्र होता है या एंजाइम क्रियाधार युग्म से युग्मित होता है जैसा कि एंजाइम क्रियाविधि में चर्चित था इसलिए कुल एंजाइम द्रव्यमान 𝐸𝑡 कुल एंजाइम सांद्रता गुणा आयतन के रूप में प्रदर्शित हैं कुल एंजाइम का द्रव्यमान मुक्त एंजाइम और एंजाइम क्रियाधार में बंधित एंजाइम का योग है इस प्रकार कुल एंजाइम का द्रव्यमान कुल एंजाइम की सांद्रता गुणा आयरन के बराबर होता हैं एंजाइम का वह द्रव्यमान जो एंजाइम क्रियाधार युग्म के साथ जुड़ा हुआ है एंजाइम क्रियाधार युग्म की सांद्रता गुणा आयतन है EtVEVESV द्रव्यमान संतुलन समानता दर्शित करता है परंतु सांद्रता में समानता नहीं होती है सांद्रता को सीधे बराबर नहीं किया जा सकता है लेकिन द्रव्यमान को किया जा सकता है चूंकि सभी आयतन समान हैं इसलिए सांद्रता को अब बराबर किया जा सकता है क्यूंकि कुल एंजाइम की सांद्रता मुक्त एंजाइम की सांद्रता और एंजाइम क्रियाधार युग्म के साथ बंधित एंजाइम की सांद्रता के बराबर होती है EtEES उपरोक्त समीकरण में घटकों को प्रतिस्थापन किया गया है एंजाइम क्रियाधार युग्म की सांद्रता एंजाइम की कुल सांद्रता में मुक्त एंजाइम की सांद्रता को घटाकर प्राप्त होता है ESEt E संदर्भ स्लाइड टाइम 1049 यदि हम सांद्रता के लिए ग्राफ खींचते हैं तब यह एंजाइम क्रिया धार सांद्रता बनाम समय के मध्य खींचते हैं स्लाइड समय 1049 के संदर्भ में क्रियाधार उत्पाद निर्माण कर रहा है इस कारण इसकी सांद्रता की ग्राफीय रेखा नीचे चली जाती है उत्पाद निर्मित हो रहा है इस कारण इसकी सांद्रता की ग्राफीय रेखा ऊपर बढ़ती है एंजाइम क्रियाधार युग्म की ग्राफीय रेखा में कोई बदलाव नहीं होता है एंजाइम क्रियाधार युग्म की में केवल शुरुआती समय में बदलाव होता है इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि एंजाइम क्रियाधार युग्म की संचय दर शून्य है क्योंकि यदि यह संचय होता तब ग्राफीय रेखा ऊपर बढ़ती परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए इसे शून्य के बराबर माना जा सकता है निचे दिए गए समीकरण में सामग्री संतुलन के अंतर्गत एंजाइम क्रियाधार युग्म की उत्पादन की दर को एंजाइम क्रियाधार युग्म की खपत की दर से घटाने पर प्राप्त मान एंजाइम क्रियाधार युग्म के क्रिया तंत्र में संचय की दर के बराबर होता है चूँकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस कारण यह दर शून्य के बराबर हो जाती है rgES rcESdmESdt≅0 हम एंजाइम गतिकी का अध्ययन बारहवीं और अभियांत्रिकी परीक्षा की तैयारी के दौरान करते है इसकी अवधारणा ठोस है जिसके विशेष पहलू के परिणामों के सामान्यीकृत तरीके पर उदाहरण के साथ विचार करें चूँकि वर्तमान परिदृश्य में एंजाइम क्रियाधार युग्म की सांद्रता अपरिवर्तित है इसलिए दर शून्य है इसी क्रम में यह कह सकते है कि एंजाइम क्रियाधार युग्म को PSS या सूडो स्टेडी स्टेट या छद्म स्थिर प्रवस्था पर होना चाहिए बैच तंत्र के मामले में यह अवधारणा उचित है इस अवधारणा को समझने के लिए कार हेतु इंजन निर्माण के लिए काल्पनिक उदाहरण पर विचार करते है इंजन निर्माण हेतु एक आंतरिक तंत्र में आवश्यक वस्तुओं के साथ प्रवेश कराते है जहाँ बोल्ट से इंजन तक निर्मित होता है बोल्ट के निर्माण के लिए औसत 5 सेकंड की आवश्यकता होती है और इंजन के निर्माण के लिए औसतन एक घंटे का समय लगता है हालांकि बोल्ट निर्माण में औसतन 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड या यहां तक 2 सेकंड लग सकता है इस प्रकार बोल्ट के निर्माण में अस्थिर पहलू शामिल है बोल्ट बनाने में 5 सेकंड का समय लगता हों या 7 सेकंड या या 3 सेकंड यह इंजन के निर्माण में लगने वाले समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दुसरे स्थिति में बोल्ट के निर्माण में लड़ने वाले समय की विभिन्नता उस दर को प्रभावित नहीं करती है जिस पर इंजन बनाया जा रहा है बोल्ट निर्माण के समय की अस्थिर प्रकृति इंजन निर्माण के गतिकी को प्रभावित नहीं करती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से अलग अलग किया जाता है चूँकि बोल्ट के निर्माण का समय सेकंड में है और एक घंटें में 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते है तब एक ऑवर में 3600 सेकंड होते है इसलिए यदि किसी विशिष्ट तंत्र में समय व्यापक रूप से भिन्न हैं तब तीव्र प्रक्रिया की अस्थिर प्रकृति मंद प्रक्रिया के गतिकी की प्रभावित नहीं करती है जब हमारी रुचि मंद प्रक्रिया से इंजन निर्माण में होती है इस प्रकार मंद प्रक्रिया को देखते हुए हमेशा छद्म स्थिर प्रवस्था में होने के लिए तीव्र प्रक्रिया या अति तीव्र प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं वास्तविक परिदृश्य में यह भिन्न हो सकता है लेकिन यह भिन्नता मंद प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है इसलिए मंद प्रक्रिया की तुलना में तीव्र प्रक्रिया छद्म स्थिर प्रवस्था में हो सकती है इस अवधारणा का व्यापक अनुप्रयोग हैं एंजाइम क्रियाधार युग्म के निर्माण में भिन्नता समय की तुलना में तीव्र प्रक्रिया है जिस पर उत्पाद निर्मित होता है इसलिए एंजाइम युग्म निर्माण को उत्पाद निर्माण की तुलना में छद्म स्थिर प्रवस्था में माना जा सकता है जब छद्म स्थिर प्रवस्था के अवधारणा का उपयोग करते हैं तब दो प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो विशेषताओं के संदर्भ में व्यापक रूप से अलग होती हैं वर्तमान में यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह अवधारणा गतिकी समीकरण की व्युत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है संदर्भ स्लाइड टाइम 1701 एंजाइम और क्रियाधार उत्क्रमणीय रूप में एंजाइम क्रियाधार युग्म और अनुत्क्रमणीय रूप से एंजाइम और उत्पाद प्रदान करता है यदि एंजाइम क्रियाधार युग्म की उत्पादन की दर पर ध्यान केंद्रित करने पर यह 𝒌𝟏 एंजाइम और क्रियाधार की सांद्रता गुणा आयतन है यह समीकरण आयतन और द्रव्यमान आधारित है इसलिए इसे आयतन से गुणा करते है rgESk1ESV एंजाइम क्रियाधार युग्म की खपत की दर के संदर्भ में दर स्थिरांक 𝒌𝟐 और स्थिरांक 𝒌𝟑 के दर के साथ व्युत्क्रम क्रिया के माध्यम से उपयोग हो जाती है दर 𝒌𝟐 𝑬𝑺 𝑽 और 𝒌𝟑 𝑬𝑺 𝑽 के बराबर हैं जहाँ 𝒌𝟐 और 𝒌𝟑 -स्थिरांक 𝑬𝑺 एंजाइम और क्रियाधार की सांद्रता व V - आयतन हैं rcESk2ESVk3ESV समान समय में उत्पादन की दर व खपत की दर से द्रव्यमान संतुलन बदल जाता है rgES rcES dmESdt के बराबर होता है जो शून्य के समतुल्य है यह समीकरण छद्म स्थिर प्रवस्था की धारणा को दर्शाता है इसलिए enzyme क्रियाधार युग्म के उत्पादन की दर उपभोग की दर के बराबर होती है और पूर्व में हम यह देख चुके है कि यह शून्य होती है rgES rcESdmESdt≅0 rgESrcES दर को को सांद्रता के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 𝒌𝟏 𝑬 𝑺 𝑽 𝒌𝟐 𝑬𝑺 𝑽 और 𝒌𝟑 𝑬𝑺 𝑽 के योग के बराबर होता है जहाँ 𝒌𝟏 𝒌𝟐 और 𝒌𝟑 -स्थिरांक 𝑬𝑺 एंजाइम और क्रियाधार की सांद्रता व V आयतन हैं k1ESVk2ESVk3ESV k1ESVk2ESVk3ESV चूँकि आयतन समान हैं इसलिए इन्हें रद्द किया जा सकता है इस प्रकार 𝒌𝟏 𝑬 𝑺 𝒌𝟐 𝑬𝑺 𝒌𝟑 𝑬𝑺 प्राप्त होगा k1ESk2ESk3ES संदर्भ स्लाइड टाइम 1900 संदर्भ स्लाइड समय 1900 में दर्शित समीकरण में स्थान परिवर्तन हो रहा हैं यहाँ 𝒌𝟏 को Et के संदर्भ में लिखा हैं जिसे पूर्व में एंजाइम क्रियाधाए युग्म के द्रव्यमान संतुलन से व्युत्पन्न किया गया था अतः समीकरण में स्थान परिवर्तन के बाद निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है k1Et ESSk2k3ES बीजगणित के आधार पर S को कोष्टक के अन्दर लाकर जोड़ने पर k1EtS k1ESSk2k3ES प्राप्त होता है पुनः व्यवस्थित करने पर k1EtSk2k3ES S k1ESS मिलता है ES को उभयनिष्ठ लेने पर k1EtSk2k3k1SES प्राप्त होता है इसके बाद 𝑬𝑺 𝒌𝟏𝐸𝑡 𝑺 𝒌𝟐 𝒌𝟑 𝒌𝟏𝑺 प्राप्त होता हैं समीकरण व्युत्पत्ति के पद निमानुसार है k1EtSk2k3ESk1ESS k1EtSk2k3k1SES k1EtSk2k3k1SES यदि अंश और हर को 𝒌𝟏 से विभाजित करते हैं तो 𝒌𝟏 यहाँ अंश से रद्द कर सकते है EtSk2k3k1SES संदर्भ स्लाइड टाइम 2106 EtSk2k3k1SES Km के रूप में 𝒌𝟑𝒌𝟏 लिया जाए तब समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 𝐸𝑡 𝑺 𝑲𝒎 𝑺 जो 𝑬𝑺 के बराबर है EtSKmSES पूर्व में चर्चित है कि द्रव्यमान दर के संदर्भ में उत्पाद निर्माण की दर 𝑘3 ES V है समीकरण निम्नानुसार है rPk3 ES V एंजाइम क्रियाधार युग्म सांद्रता को रूपांतरित करने पर ES के स्थान पर 𝐸𝑡 𝑺 𝒌m 𝑺 लिख सकते है और V यथावत् स्थान रखते है Substituting rPk3 EtSKmSV यदिEt गुणा k3 vm के बराबर हो तब rP vmSKmSV के बराबर होगा जो ऊपर दर्शित समीकरण में प्रतिस्थापन से प्राप्त हुआ है rP द्रव्यमान आधारित है rPvmSKmSV where vmk3Et rP प्रति इकाई आयतन आधार पर या सांद्रता के आधार पर 𝑣𝑚 𝑺𝑲𝒎 𝑺 के बराबर है rPpuvvvmSKmS vvmSKmS माइकलिस मेंटन इक्वेशन है यह एकल एंजाइम क्रियाधार के संबंध में सरलतम एंजाइम गतिकी समीकरण है इसमें एंजाइम और क्रियाधार उत्क्रमणीय रूप से एंजाइम क्रियाधार युग्म निर्माण के लिए क्रिया करते है जो अंततः उत्पाद और मुक्त एंजाइम प्रदान करता है संदर्भ स्लाइड टाइम 2324 स्लाइड समय 2324 के अनुसार v बराबर vm SKm S है जहाँ vm k3 total के बराबर है और kmk2 k3 k1 के बराबर है Where V अभिक्रिया की दर और S क्रियाधार की सांद्रता के साथ अभिक्रिया की आयतनिक दर के मध्य रेखा खींचने समकोणीय अनुवृत्त प्राप्त होता है जो मोनोड समीकरण के लिए मिला था मोनोड समीकरण से वृद्धि दर की विभिन्नता माप सकते है यहाँ क्रियाधार सांद्रता के साथ संवर्धन वृद्धि दर है एंजाइम अभिक्रिया की दर माइकलिस मेन्टेन समीकरण के अनुरूप होती है जो क्रियाधार की सांद्रता से संबंधित होती है क्रियाधार सांद्रता की विभिन्नता वह पहलु है जो एंजाइम अभिक्रिया और वृद्धि गतिकी के लिए है एंजाइम अभिक्रिया और वृद्धि गतिकी के मध्य अंतर होता है Vm अधिकतम दर है एंजाइम अभिक्रिया की दर बढ़ने के साथ ही Vm अलैक्षणिक रूप से अधिकतम वृद्धि को प्राप्त करता है यदि Km को S से प्रतिस्थापित करते हैं तब v S2S प्राप्त होता हैं Vm2 Km के बराबर होता है मोनोड समीकरण की व्याख्याओं अनुसार Km क्रियाधार की वह सांद्रता है जिस पर अधिकतम दर आधा होता है संदर्भ स्लाइड टाइम 2519 Vm और Km आदर्श कारक हैं जिसके द्वारा एक सरल एंजाइम गतिकी का वर्णन किया जा सकता है बैच रिएक्टर में समय के साथ क्रियाधार सांद्रता का पालन करने वाले एंजाइम अभिक्रिया के लिए Vm और Km को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है बैच स्थिति में बैच रिएक्टर में S बनाम t के आंकड़े एकत्रित कर माइकलिस मेंटेन समीकरण v Vmax S Km S से Vm और Km की गणना की जा सकती है vvmSKmS माइकलिस मेंटेन समीकरण का व्युत्क्रम लेने पर निम्नानुसार समीकरण प्राप्त होता है 1vKmSvmSKmvm1S1vm यह समीकरण को y mx c के रूप में हैं जिस्म m स्लोप और c इंटरसेप्ट हैं S बनाम t से 1v बनाम 1S के मध्य ग्राफ खींचते हैं तब Kmv स्लोप और 1Vm इंटरसेप्ट के रूप में प्राप्त होता है इस मॉडल से Vm और Km कारकों का आकलन किया जाता है 1v बनाम 1S का ग्राफ लाइनविवर बुर्क प्लॉट कहलाता है जो Km स्लोप और 1Vm इंटरसेप्ट के रूप में प्रदान करता है संदर्भ स्लाइड टाइम 2740 S वर्सेज बनाम t के आंकड़ो से v की गणना करने के लिए S के दो उत्तरोत्तर आंकड़े बिंदु का उपयोग करते है क्योंकि यहाँ समय के साथ क्रियाधार सांद्रता है दर छोटे अन्तराल पर ΔSΔt है जिसे समय के मध्य बिंदु के रूप में निर्दिष्ट करते हैं एंजाइम अभिक्रिया के कारकों को प्राप्त करने के लिए आंकड़ो के पूर्ण समुच्चय का उपयोग करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह प्रयोगात्मक आकंड़े है 1v बनाम 1S की रेखा स्लाइड समय 2740 में प्रदर्शित ग्राफ के अनुसार प्राप्त होगी इसमें इंटरसेप्ट 1Vm और स्लोप KmVm है इसके अलावा अन्य ग्राफ मॉडल है जिसे किसी भी मानक पुस्तक का अनुसरण कर समझा जा सकता है संदर्भ स्लाइड टाइम 2842 चर्चित अवधारणा पर आधारित अभ्यास समस्या स्लाइड समय 2842 में प्रदर्शित है वर्तमान व्याख्यान 5 उद्योग स्तर पर उपयोग किए जा रहे औद्योगिक एंजाइम्स के उदाहरणों के साथ शुरू किया गया यह देखा कि किस तरह एंजाइम का उपयोग बायोरिएक्टर में वांछित उत्पाद निर्माण हेतु किया जाता है एंजाइम अभिक्रिया के गतिकी के लिए माइकलिस मेन्टेन समीकरण की व्युत्पत्ति को चरणबद्ध रूप से देखा माइकलिस मेन्टेन समीकरण के दो प्रमुख कारक Vm और Km हैं मोनोड समीकरण माइकलिस मेन्टेन समीकरण के समान है जो क्रियाधार सांद्रता के साथ वृद्दि दर की विभिन्नताओं का वर्णन करता है साथ ही क्रियाधार सांद्रता के साथ एंजाइम अयतानिक दर की विभिन्नताओं को समझने में सहायक है लाइनविवर ब्रुक प्लोट का उपयोग करके बैच तंत्र से समय भिन्नता के साथ क्रियाधार सांद्रताओं के आंकड़ो से Vm और Km का पता लगा सकते हैं अगले व्याख्यान हेतु अभ्यास समस्या निम्नानुसार है एक औद्योगिक शोधकर्ता संवर्धन के कोशिका से उत्पन्न होने वाले विष के निपटारन हेतु नवीन विधि का अध्ययन कर रहें है इनका उद्देश्य विष अवकरण और माध्यम पुनर्चक्रीकरण के के मध्यम से कोशिका की पैदावार को बढ़ाना है जिस विष का वह अध्ययन कर रही है यदि उसकी सांद्रता 75 मिलीमीटर से कम है तब वेह कोशिका की वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है X को एंजाइम E का उपयोग करके विखंडित किया जा सकता है विखंडन का अध्ययन 72 पीएच में 30 डिग्री सेल्सियस पर किया गया था और बैच तंत्र से निम्न आंकड़े प्राप्त किये गये थे संदर्भ स्लाइड टाइम 3058 स्लाइड समय 3058 में विभिन्न समय में X के भिन्न आंकड़े दिए है X क्रियाधार है जिसका विखंडन enzyme से किया जा रहा है X के संदर्भ में 5 आंकड़े हैं प्रारंभिक समय अर्थात शून्य पर 20 मिलीमीटर 10 मिनट में 177 मिलीमीटर 20 मिनट में 158 मिलीमीटर 50 मिनट में 106 मिलीमीटर और 100 मिनट में 50 मिलीमीटर है भाग अ एंजाइमेटिक विखंडन के लिए माइकलिस मेंटेन कारकों का निर्धारण करें भाग ब कुल एंजाइम सांद्रता तीन गुना है तब माध्यम में 30 मिनट के बाद X का विषाक्त स्तर क्या होगा इस समस्या का समाधान अगले व्याख्यान 6 में देखेंगें